गुड मॉर्निंगइंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी पर पाठ्यक्रम में वापस आपका स्वागत है और हम यहां लैबोरेट्री डेमोंसट्रेशन सत्र में हैं इसलिए हमने वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर जैसे विभिन्न उपकरणों पर चर्चा की है अब हमारे पास यहां वर्नियर हाइट गेज है वर्नियर हाइट गेज एक और वर्नियर उपकरण है जिसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह वर्नियर हाइट गेज यहाँ है तो यह वर्नियर हाइट गेज है जिसमें विभिन्न घटक होते हैं जो वर्नियर कैलीपर के समान होते हैं अंतर यह है कि हमारे यहां कैलीपर्स नहीं हैं लेकिन एक मापने वाला स्क्राइबर जिसे हम इसे स्क्राइबर कहते हैं हम इसे स्टाइलस कहते हैं तो यह केवल एक जाॅअ है जो चल रहा है इसलिए क्योंकि यह जाॅअ नहीं है यह एक स्क्राइब है तो इस यंत्र के गतिमान भाग को स्लाइडर के रूप में जाना जाता है स्लाइडर को इस तरह ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है जब हम इस स्क्रू को ढीला करते हैं तो इसे ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है जब हम पूर्ण दृश्य को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक बड़ा स्केल उसका वर्टिकल स्केल है जिसे मेन स्केल कहा जाता है यह मेन स्केल है जिसमें इसके दोनों किनारों पर एक केलिब्रेशनस भी होता है और केलिब्रेशनस इंच में होता है और दोनों स्केलों में मिमी में केलिब्रेशनस होते हैं और मेन स्केल के दोनों किनारों पर हमारे पास मार्गदर्शक चेहरा है हम इस स्टेनलेस स्टील या कठोर किया गया स्टील को देख सकते हैं दो मार्गदर्शक चेहरे हैं जो स्टेनलेस स्टील के रंग के हैं तो ये दो मार्गदर्शक चेहरे हैं जिन पर स्लाइडर ऊपर और नीचे घूम रहा है मार्गदर्शक चेहरे भी बहुत अच्छी तरह से जमीन पर हैं इसलिए चूंकि ग्राइंडर को हिलाने में कोई खेल नहीं है तो आप जानते हैं कि यह एक यांत्रिक उपकरण है जिसमें जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि धूल या चिप्स के छोटे छोटे कणों के साथ हमें इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं तो जीवन के साथ उम्र बढ़ने के साथ या उपयोग के साथ उपकरण त्रुटियां बढ़ सकती हैं या पर्यावरण की स्थिति हो सकती है जो गंदी हैं तो यहाँ इस स्क्राइबर की एक प्रमुख भूमिका है यदि आप इस स्क्राइबर को देखते हैं तो स्क्राइबर की नोक तेज हो जाती है क्योंकि इसका उपयोग मार्किंग के लिए भी किया जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्नियर कैलीपर स्क्राइबर का आधार हो ठीक है मैं इस स्क्राइब को यहाँ ढीला कर दूँगा या मैं इस स्क्राइब को हटा दूँगा ताकि इसे निकाला जा सके तो हम आपको इस स्क्राइब की निचली सतह दिखाना चाहेंगे तो स्क्राइब की सतह ठीक से जमी हुई है इसलिए जब भी स्क्राइबर को तेज करना होता है तो उसे शीर्ष टेपर सतह से तेज करना पड़ता है इसे इस सतह से तेज करना पड़ता है ग्राउंडेड सतह या इस स्क्राइबर के नीचे की सतह वह है जिसके आधार पर केलिब्रेशनस किया जाता है इसलिए इसे कभी भी पीस नहीं किया जाता है और सतह क्रोम स्टील से बनी होती है कभी कभी देखते हैं कि स्क्राइबर के नीचे की सतह को मापने वाले चेहरे के रूप में जाना जाता है इसलिए प्रोब एक्सटेंशन के अन्य घटकों में हमारे पास फिक्सिंग डिवाइस है जिस पर हम इस स्टाइलस को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं मैं शब्द स्टाइलस या स्क्राइबर का परस्पर उपयोग करता रहूंगा इसलिए यह फिक्सिंग डिवाइस पर फिक्स किया गया है पर हमारे पास एक नट हैऔर आवश्यकता पड़ने पर कुछ पैकिंग हो सकती है तो ये हमारे वर्नियर हाइट गेज के प्रमुख घटक हैं यह वर्नियर हाइट गेज मिटूटोयो का है और इसमें अधिकतम 300 मिमी का कैलिब्रेशन है जिसे आप देख सकते हैं तो कैलिब्रेशन 300 मिमी है लेकिन ऊंचाई और भी अधिक है ताकि इसके ऊपर स्लाइडर को समायोजित किया जा सके यदि आप बेस की निचली सतह को देखते हैं तो वर्नियर हाइट गेज का महत्वपूर्ण भाग हाइट गेज का बेस है बेस की यह निचली सतह अब समतल होनी चाहिए यह वर्नियर ऊंचाई गेज के महत्वपूर्ण भागों में से एक है जो उपकरण की सटीकता को निर्धारित करता है इसके आधार पर ही माप में सटीकता और प्रिसिशन आएगी तो हम देख सकते हैं कि हमने वर्नियर हाइट गेज को सबसे पहले टेबल पर रखा है इसलिए मुझे आपको यह दिखाना है कि यह वास्तव में लकड़ी की मेज है तो टेबल बहुत अच्छी तरह से ग्राउंडेड नहीं है तो हमें एक सतह प्लेट का उपयोग करने की आवश्यकता है क्या होगा यदि हम इस टेबल का उपयोग करते हैं यदि आप देखते हैंतो मैं एक फीलर गेज का उपयोग करूंगा और यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या हमारे पास टेबल की सतह और वर्नियर ऊंचाई गेज की निचली सतह के बीच कोई अंतर है हम कोशिश करते हैं तो यह सबसे मोटा फीलर गेज है जिसका क्रम है जो 08 है तो जैसाकि आप देख सकते हैं कि इसे यहां डाला जा सकता है तो यहाँ एक छोटी सी टक्कर या कुछ छोटी ट्रफ है तो यह सतह ग्राउंडेड नहीं है बात यह है कि हमें कुछ निशान बनाने के लिए इस ऊंचाई गेज को इस जमीन की सतह पर स्वाइप करना होगा इसलिए इस तरह की किसी भी सतह का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है इसलिए वर्नियर हाइट गेज मेट्रोलॉजी लैब सरफेस प्लेट में मूल उपकरण जैसे उपयोग करने के लिए होना चाहिए अब मैं अपने वर्नियर हाइट गेज को सरफेस प्लेट पर रखूंगा वर्नियर हाइट गेज को अब सरफेस प्लेट पर रखा गया है अब हम वही अभ्यास करने का प्रयास करते हैं आइए हम सबसे फाईन फीलर गाॅज डालने का प्रयास करें जो के क्रम का है जो कि ००५ मिमी मोटाई का है तो क्या वह डाल रहा है तो किसी भी तरफ से यह नहीं डाला जा रहा है इसका मतलब है यह काफी संवेदनशील है यह सतह प्लेट के साथ काफी सपाट है अब हम उपकरणों की सफाई के पहले दिशानिर्देश का पालन करेंगे वास्तव में हमने पहले सतह प्लेट को साफ किया है तो हम एसीटोन या कपड़े का उपयोग करके अपने उपकरण की निचली सतह को साफ करेंगे तो मैं इस कपड़े को सतह की प्लेट पर भी जल्दी से स्वाइप कर दूंगा इसलिए धूल के कणों से बचने के लिए सफाई वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है दरअसल हमने वर्नियर हाइट गेज को पहले साफ कर लिया है ठीक है आप देख सकते हैं कि वजन कम होने के कारण यह नीचे गिर रहा है क्योंकि इसके नट्स खो गए थे अब चूंकि यह नीचे गिर गया है शून्य त्रुटि दिखाई देगी तो क्या कोई शून्य त्रुटि है जब स्क्राइब का निचला भाग जमीन को छूता है तो वर्नियर कैलीपर की शून्य रेखा मेन स्केल की शून्य रेखा से मेल खाना चाहिए तो क्या कोई शून्य त्रुटि है नहीं शून्य शून्य के साथ मेल खा रहा है तो यह अच्छी खबर है क्योंकि हमें त्रुटियों के साथ काम नहीं करना है कम से कम इंस्ट्रुमेंटल त्रुटियाँ तो हम इसका उपयोग करके किसी भी प्रकार की गणना कर सकते हैं अब हम वास्तव में माप करने से पहले ऊंचाई नापने के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हैं वर्नियर हाइट गेज एक ग्रैजुएटेड स्केल है या बार को ग्राउंडेड और लैप्ड बेस द्वारा लंबवत स्थिति में रखा जाता है जैसा कि मैंने कहा एक प्रिसिशन सटीक ग्राउंड सरफेस प्लेट अनिवार्य है तो मापी जाने वाली नौकरी की विशेषता बेस और मापने वाले जबड़े के बीच होती है स्टाइलस को एक स्लाइडर पर रखा गया है जो ऊपर और नीचे चलता है और इसे नट का उपयोग करके कड़ा किया जा सकता है यहां एक फाइंन एडजेस्टमेंट नट और फाइंन एडजेस्टमेंट क्लैंप भी है तो क्लैम्पिंग स्क्रू दोनों वर्नियर कैलीपर की तरह हैं जो पहले क्लैंप को कसेंगे पहले फाइंन एडजेस्टमेंट क्लैंप को कस लें फिर फाइंन एडजेस्टमेंट पेंच का उपयोग करके हम यहां फाइंन एडजेस्टमेंट कर सकते हैं फिर वांछित ऊंचाई प्राप्त करने के बाद हम मुख्य पेंच को जकड़ सकते हैं और उसके बाद रीडिंग को नोट कर सकते हैं इसलिए गहराई नापने के विपरीत ऊंचाई नापने का यंत्र में मेन स्केल स्थिर होता है जबकि स्लाइडर ऊपर और नीचे चलता है और इस उपकरण की कम से कम गिनती 002 मिमी है इसका भी उल्लेख किया गया है प्रिसिशन टूल रूम एप्लिकेशन के लिए वर्नियर ऊंचाई गेज 150 से 500 मिमी तक के विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं कुछ मॉडलों में चलने वाली जबड़े पर क्विक एडजेस्टमेंट स्करू रिलीज होता है जो अनुमानित सीमा के भीतर किसी भी पाॅइंट पर सीधे स्थानांतरित करना संभव बनाता है तो यह मददगार है वर्नियर हाइट गेज निरीक्षण विभाग में भी आवेदन पाता है निरीक्षण विभाग वह है जहां उत्पादों के निर्माण के बाद माप लिया जाता है तो ऊंचाई गेज के आधुनिक संस्करण ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हो सकते हैं और वे तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यदि कोई डिजिटल वर्नियर कैलिपर है तो हमें शून्य को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है और इस मामले में यह यांत्रिक है जिसे हमें हमेशा शून्य को समायोजित करना होता है और यदि ऐसा होता है तो शून्य त्रुटि के साथ काम करना होता है तो आइए हम यहां किसी घटक की ऊंचाई ज्ञात करने का प्रयास करें इसे मैं वर्कपीस कहूंगा ठीक है तो यह एक घटक है तो इस घटक की ऊंचाई क्या है मैं कया करूँगा मैं इस स्टाइलस को इस घटक पर रखूँगा ठीक है अब मैं पहले फाइन एडजस्टमेंट स्लाइडर को लॉक करूंगा फिर वास्तव में स्लाइडर का फाइन एडजस्टमेंट वाला हिस्सा फिर फाइन एडजस्टमेंट के बाद स्लाइडर का मुख्य स्क्रू वास्तव में वहीं रखा जाता है हमें इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर इसे ठीक से रखा जाता है तो हम इसे लॉक कर देते हैं अब हम यह रीडिंग नोट कर सकते हैं रीडिंग वर्नियर कैलीपर से बहुत मिलती जुलती है क्योंकि हमारे यहाँ एक ही तरह का वर्नियर और मेन स्केल है तो आप देख सकते हैं कि इस घटक की ऊंचाई मुझे देखने देती है कि कौन सा संयोग बिंदु है तो 48 प्लस कुछ यह 48 मिमी प्लस कुछ ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं कि कौन सी रेखा मेल खा रही है ठीक है 42 वीं पंक्ति मेल खा रही है तो हमारे वर्कपीस की ऊंचाई 42 गुणा 002 बराबर 4884 mm है तो यह सिर्फ एक एप्लीकेशन है ठीक है हम किसी भी वर्कपीस की ऊंचाई पा सकते हैं जो हमारे उपकरण की सीमा के भीतर है ठीक है क्या होगा अगर हमें इसका मध्य बिंदु खोजने की ज़रूरत है ठीक है एक बात यह है कि यह ऊंचाई वास्तव में 4884 है हम इसे 48 में समायोजित कर सकते हैं 84 बटा 2 मध्य बिंदु यह 2448 मिमी के बराबर है यह एक और तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं हम यहां स्क्राइब की ऊंचाई को कहीं भी चींटी ऊंचाई तक कम कर सकते हैं जो हमें पसंद है वर्कपीस पर स्क्राइबर का निशान बनाने के लिए हम यहां स्लाइडर की ऊंचाई कम कर सकते हैं तो हम यहाँ एक निशान बना सकते हैं तो एक निशान बनाने का नियम यह है कि हमें ऊंचाई गेज को किसी एंगल पर रखना होगा जिसे आप जानते हैं कि अगर मैं 90 डिग्री पर करता हूं तो निशान इतना सटीक नहीं होगा कि यह सही नहीं है बाएं दाएं बाएं दाएं यह अच्छा तरीका नहीं है साथ ही इसे सही बनाते हुए यह एक अच्छा तरीका नहीं है जैसे कि इस तरह के इंटरमिटेंट मार्किंग की भी सिफारिश नहीं की जाती है एक निशान बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे किसी एंगल पर झुका दीया जाए तो एक कोने वर्कपीस को छूता है और इसे एक बार में इस तरह से चिह्नित करता है यह सबसे अच्छा तरीका है और इस तरह ही यह मानव शरीर है यह एर्गोनॉमिक्स का नियम है जब भी हमें रेखाएँ खींचने की ज़रूरत होती है तो यह उल्टा होता है जब भी हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह इस प्रकार होती है जैसे रेखा खींचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्ट्रोक उल्टा होना चाहिए और बाएं से दाएं ऊपर से नीचे तक इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब भी हम इसे चिह्नित करें क्योंकि हम यंत्र को पकड़ रहे हैं तो यह बेहतर है क्योंकि हमारा हाथ आराम की स्थिति में संतुलन की स्थिति में आना चाहता है और हाथ की आराम की स्थिति इस तरह से कुछ चिह्नित होती है और अनुशंसित नहीं है कि हाथ को पीछे की स्थिति में लाने के लिए बेहतर है जैसे अगर मुझे चिह्नित करना है तो इसे इस तरह होना चाहिए तो यह एर्गोनॉमिक्स का नियम है कि जब भी आप ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं की तरह चिह्नित करते हैं तो मेरा दाहिना हाथ संतुलन स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है या आप कहते हैं कि हाथ की आराम की स्थिति यह है इसलिए जब मैं बाएं से शुरू करता हूं तो यह बाएं से दाएं आराम की स्थिति में आने का प्रयास करेगा इसलिए यदि आपका दाहिना हाथ वाला व्यक्ति दाएं से बाएं या नीचे से ऊपर तक सीधी रेखाओं को चिह्नित करने का प्रयास करता है तो आप देखेंगे कि यह थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यह वास्तव में प्रकृति का नियम है कि सब कुछ संतुलन की स्थिति या आराम की स्थिति में आने की संभावना है इसलिए यह बेहतर है कि चूंकि हम ऊंचाई नापने का यंत्र पकड़ रहे हैं इसलिए बेहतर है कि हम इसे यहां खींच लें ठीक है तो यह चिह्नित करने का तरीका है तो हमने इसे एक बार चिह्नित किया है अब मैं इसे उल्टा कर सकता हूं और दूसरा निशान बना सकता हूं आप इन दो पंक्तियों को देख सकते हैं इन दोनों के बीच की मध्य रेखा मध्यबिंदु हो सकती है तो वर्नियर ऊंचाई गेज के एक और उपयोग को चिह्नित करने का यह तरीका है अगर हमें ठीक से चिह्नित करने की आवश्यकता है जैसे हम संयोजन सेट के स्क्वेयर शीर्ष का उपयोग कर सकते हैं या यहां इनके समानांतर रेखाओं को चिह्नित करने के लिए स्क्वेयर का प्रयास कर सकते हैं यह हमेशा ऊंचाई गेज के साथ किया जा सकता है अगर मैंने यहां एक लाइन चिह्नित की है तो मैं यहां लाइनों को भी चिह्नित कर सकता हूं उस तरफ क्या चिह्नित करने के लिए हमने स्याही का इस्तेमाल किया है हालाँकि धातु के अंकन के लिए बाजार में एक स्याही उपलब्ध है लेकिन हमने इस मार्कर का उपयोग इस लाल रंग को बनाने के लिए इसे चिह्नित करने के लिए किया है तो जैसा कि अंकन स्पष्ट है इसलिए हम यहां समानांतर रेखाओं को चिह्नित कर सकते हैं अब हमें यह रेखा चारों सतहों के आसपास मिल गई है और यदि आपको कोई मशीनिंग करनी है तो इसे यहां चिह्नित किया गया है तो मेट्रोलॉजी उन सभी चीजों को चिह्नित करने मापने के बारे में है तो यह वर्नियर हाइट गेज का उपयोग है तो अन्य उपकरणों की तरह कुछ गाइड लाइन भी हैं पहली बात सफाई है जैसा कि मैंने कहा कि काम शुरू करने से पहले हमें घटकों को ठीक से साफ करने की जरूरत है नापने के लिए हाइट गेज सरफेस प्लेट वर्कपीस को अच्छी तरह से साफ करते हुए हमें कुछ बार मेन बीम के स्लाइडवे पर कुछ अच्छी क्वालिटी का तेल लगाने की जरूरत होती है और नंबर दो जीरो पॉइंट चेकिंग है ज़ीरो पॉइंट चेकिंग जैसे हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ऊंचाई गेज शून्य पढ़ता है जब एक स्क्राइबर मापने वाला चेहरा सामान्य प्रकाश मापने वाले बल के तहत सतह प्लेट को छूता है ठीक है अब हाइट गेज का उपयोग करने से पहले हमें बेस की निचली सतह और स्क्राइबर माउंट से एंटी करोसिव तेल को पोंछना होगा और यह महत्वपूर्ण है अब उनकी कुछ त्रुटियां जो नंबर तीन की जा सकती हैं वह है माप बल ठीक है यदि माप बल उचित नहीं है तो यह बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा इसलिए माप लेते समय हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम स्क्राइबर्स के साथ वर्कपीस पर अत्यधिक बल न लगाएं या उपयुक्त बल न लगाएं अब फाइन फीड स्क्रू का उपयोग करके स्क्राइबर को फीडिंग की विशेष देखभाल की आवश्यकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि इस ऊंचाई में ऊंचाई गेज खोला जाता है और अगर मैं इसे यहां रखने की कोशिश करता हूं तो यह एक अच्छा अभ्यास नहीं है तो यह एक अच्छा अभ्यास नहीं है तो वह इस स्क्राइबर को भी खराब करने की कोशिश करेगा और जो बल लगा रहा है वह भी उचित नहीं है इसलिए इसे ठीक से ढीला करना महत्वपूर्ण है इसे धीरे से रखें और इसे कस लें और यदि अब मैं इस फाइन एडजेस्टमेंट स्क्रू को कसता रहता हूं तो यह कुछ अतिरिक्त बल लगाएगा तो यह भी अनुशंसित नहीं है जब हमने इसे अभी यहाँ रखा है अभी इसे यहाँ रखा है आइए देखते हैं इस क्लैंप को कसने के बाद देखते हैं कि यह कोई समायोजन है कोई लाइफ फोर्स बहुत कसकर नहीं बहुत ढीला है ठीक है फिर हम इसे कस लेंगे तो चूंकि इसे यहां आसानी से हटाया जा सकता है ठीक है तो बल भी अगले एहतियाती बल को मापने के लिए महत्वपूर्ण है ठीक है मैं यह निश्चित कर सकता हूं कि पैरेलेक्स एरर और फिर स्क्रिबिंग जैसी सामान्य सावधानियां यहां स्क्रिबिंग में महत्वपूर्ण हैं स्क्राइबिंग करते समय लाइनों को स्क्राइब करते समय स्लाइडर को मजबूती से जकड़ें और स्क्राइबर को एक दिशा में स्लाइड करें जैसा कि मैंने कहा था कि रिट्रेस न करें ठीक है मैंने अभी इस पर एक प्रदर्शन दिया है कि रिट्रेस न करें कोई इंटरमिटेंट लाइन या इंटरमिटेंट मार्किंग उपयोग नहीं करें कार्य अध्ययन नियमों का उपयोग करता है जैसे मैंने कहा कि हमें ऊपर से नीचे बाएं से दाएं ठीक है इसलिए स्क्रिबिंग महत्वपूर्ण है अन्यथा यह कुछ त्रुटियाँ ला सकता है ठीक है तो यह सब वर्नियर ऊंचाई गेज के बारे में था तो आगे हम प्रयोगशाला प्रदर्शन के अगले भाग में मिलेंगे जहाँ मैं एक और उपकरण चुनूंगा और उसे समझाऊंगा तो जैसे कि अब मैं एक छोटा सा विराम लेता हूँ तो हम अगले व्याख्यान में आगे बढ़ेंगे धन्यवाद